अब हम टू पोर्ट पैरामीटर और रेसिप्रोसिटी पर सप्ताह 7 के लिए असाइनमेंट के समाधान पर चर्चा करेंगे पहला सवाल कंट्रोल्ड सोर्सेस से युक्त टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में है इसका मतलब है कि नेटवर्क आवश्यक रूप से पारस्परिक नहीं है लेकिन कंट्रोल्ड सोर्सेस के कुछ पैरामीटर के लिए यह पारस्परिक हो सकता है प्रश्न यह है कि Rm का मान इस प्रकार ज्ञात किया जाए कि यह पारस्परिक हो तो हमें केवल टू पोर्ट पैरामीटर ढूंढना है और विशेष रूप से हमें पारस्परिकता की जांच के लिए केवल y21 और y12 या 1 2 1 2 पैरामीटर में से कोई भी ढूंढना है तो पहले मान लें कि हम वोल्टेज सोर्स V1 को कनेक्ट करके y21 निर्धारित करते है और पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करके करंट I2 को निकालते है तो अब यह काफी आसान हो गया है यह Vx V1 के बराबर है इसलिए यहाँ यह करंट 1 मिलीसीमेंस × V1 है अब पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किट है इसलिए इस 4 KΩ रेसिस्टर से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है और इसके पार वोल्टेज V1 के बराबर होता है तो वहां प्रवाहित होने वाला करंट V1 4 KΩ यानी 025 मिलीसीमेंस × V1 के बराबर होता है तो यह करंट I2 इस करंट माइनस उस करंट के बराबर होता है जो कि 075 Millisiemens×V1 के बराबर होता है इसलिए यहां यह संख्या y21 है अब हम y12 का मूल्यांकन पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट करके और दूसरे पोर्ट पर वोल्टेज V2 को अप्लाई करके और करंट I1 का पता लगाकर कर सकते है तो चलिए फिर देखते है क्या होता है इस 4KΩ के पार हमारे पास V2 है जिसका अर्थ है कि यहाँ करंट V24 KΩ या 025 मिलीसीमेंस × V2 है इसके पार हमारे पास फिर से V2 होगा जो करंट V24 KΩ या 025 मिलीसीमेंस × V2 होगा अब यहाँ यह Ix जो कि 025 Millisiemens×V2 है Rm से गुणा हो जाता है तो यहां वोल्टेज 025 मिलीसीमेंस × Rm × V2 है यह Rm × Ix है Ix इतना है अब दूसरे पोर्ट में शॉर्ट होने के कारण यह वोल्टेज 4 KΩ के पार दिखाई देता है तो इस तरफ का वोल्टेज उसके बराबर होता है इसलिए इस तरफ से प्रवाहित होने वाला करंट 025 मिलीसीमेंस × Rm × V2 4 KΩ है तो कुल करंट I1 इस करंट और उस करंट के ऋणात्मक योग के बराबर है तो यह 025 मिलीसीमेंस×V2025 मिलीसीमेंस×Rm 4 KΩ ×V2 के ऋणात्मक के बराबर है जो मूल रूप से इस तरह है तो यह y12 है और इसे y21 के बराबर होना चाहिए इसलिए यह पूरी चीज़ 075 मिलीसीमेंस के बराबर होनी चाहिए तो इससे हमें Rm 4KΩ 1 मिलीसीमेंस 025 मिलीसीमेंस बराबर मिलता है जो 4 के बराबर है तो Rm 16 KΩ होना चाहिए तो यही उत्तर है अगला प्रश्न सर्किट के h पैरामीटर को निर्धारित करना है यह पहले दिया गया था जो कि Rm के सही मूल्य को चुनने के बाद यहां है तो कुछ चीजें की जा सकती है हमने पहले ही कुछ y पैरामीटर निर्धारित कर लिए है इसलिए हम आगे बढ़ सकते है सभी y पैरामीटर को पूरा कर सकते है और फिर उन्हें h में बदल सकते है या हम शुरू से h पैरामीटर का मूल्यांकन कर सकते है इसलिए मैं पहले पोर्ट पर करंट अप्लाई करके और दूसरे पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करके स्क्रैच से उनका मूल्यांकन करने जा रही हूं हम h11 और h21 निर्धारित कर सकते है तो अब यदि मैं इस पोर्ट पर करंट I1 अप्लाई करती हूं दूसरा पोर्ट शॉर्ट सर्किट है इसलिए यह Ix 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि यह वोल्टेज सोर्स 0 वोल्ट है इसलिए यह भी 0 पर है अब यदि आप देखें यह 0 वोल्ट पर है यह 0 वोल्ट पर है तो आपके यहाँ जो भी वोल्टेज V1 है V1 4KΩ वहाँ प्रवाहित होता है और दूसरा V1 4 KΩ वहाँ प्रवाहित होता है और उन दोनों का योग I1 के बराबर होना चाहिए तो I1 यह V1 4KΩ V1 4KΩ होगा इसलिए h11 जो दूसरे पोर्ट शॉर्ट सर्किट के साथ V1 से I1 का अनुपात है 2KΩ हो जाएगा अब जहां तक I2 का संबंध है यह I2 है इसलिए हमने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि V1 I1×2KΩ है तो यहां यह करंट सोर्स 1 मिलीसीमेंस×2 KΩ ×I1 या 2×I1 है तो हमारे पास वहाँ पर 2 I1 है और V14KΩ वहाँ पर है जो I12 के बराबर है तो कुल करंट I2 यह 2I1 I12 के बराबर है जो कि 15 I1 है तो h21 यह I2 I1 है जिसमें V2 शॉर्ट सर्किट है जो कि 15 के बराबर है अब दो और पैरामीटर्स के लिए हमें पहले पोर्ट को ओपन सर्किट करना होगा और दूसरे पोर्ट पर वोल्टेज अप्लाई करना होगा इसलिए यदि आप यहां V2 अप्लाई करते है तो यह Ix V2 4KΩ होगा और यह Rm Ix होगा हमने Rm को 16KΩ निर्धारित किया है तो Rm×Ix यह 4×V2 होगा तो अब हमें V1 को निर्धारित करना होगा हम जानते है कि इस तरफ से प्रवाहित होने वाला करंट V2 V1 4KΩ है और उस तरफ से प्रवाहित होने वाला करंट यह V1 इस बिंदु पर वोल्टेज है जो कि 4×V2 4KΩ है तो V2 V14KΩ यह V14 V2 4 KΩ के बराबर है तो यह चला जाएगा और हमें अंत में 2V1 के बराबर 3×V2 मिलेगा तो h12 जो कि V1V2 है जिसमें I1 0 है यह 32 या 15 है अब यह एक उपयोगी जांच है क्योंकि हमने Rm को इस तरह चुना है कि नेटवर्क पारस्परिक है हम देखते है कि h21 यह 15 है और h12 15 है हमने इसकी गणना स्वतंत्र रूप से की है लेकिन हम जानते है कि यह पारस्परिक है और h12 को h21 के बराबर होना चाहिए और अंत में हमें I2 निर्धारित करना है तो हम पहले से ही I2 के दो कम्पोनेंट्स को जानते है यहां प्रवाहित होने वाला करंट और वहां प्रवाहित होने वाला करंट इसलिए हमें वहां प्रवाहित होने वाले करंट को निर्धारित करने की जरूरत है यह 1 मिलीसीमेंस × Vx है जो कि 1 मिलीसीमेंस × V1 है क्योंकि Vx यह V1 के समान है तो यहाँ यह करंट 1 मिलीसीमेंस ×Vx है जो कि 15×V2 है और यह -15 मिलीसीमेंस×V2 के बराबर है तो I2 इन तीन कम्पोनेंट्स का योग है यह V2 V14KΩ है जो V2 15V24KΩ है और यह V24KΩ है और यह 15 मिलीसीमेंस ×V2 है तो यह V2×254KΩ 14KΩ 15 मिलीसीमेंस होगा जो V2×0625 मिलीसीमेंस 025 मिलीसीमेंस 15 मिलीसीमेंस के बराबर है तो उत्तर 0625 मिलीसीमेंस×V2 होगा तो पोर्ट 1 ओपन सर्किट के साथ h22 जो I2 V2 है यह 0625 मिलीसीमेंस है इसलिए h11 यह 2KΩ है h22 0625 मिलीसीमेंस है और h12 15 है h21 15 है तो वे जवाब है अब यह कंट्रोल्ड सोर्सेस वाला एक अन्य नेटवर्क है और आप को कंट्रोल सोर्स Gm का मान ज्ञात करना होगा ताकि नेटवर्क पारस्परिक हो इस मामले में आप कोई भी पैरामीटर सेट चुन सकते है मैं z पैरामीटर सेट का चुनाव करती हूँ मुझे z12 और z21 को निर्धारित करना है और उन्हें एक दूसरे के बराबर बनाना है तो पहले मैं I1 अप्लाई करुँगी और पोर्ट 2 ओपन सर्किट के साथ V2 को मापूंगीतो मुझे z21 मिलेगा अब पोर्ट 2 के ओपन सर्किट के साथ इस ब्रांच में करंट 0 है इसलिए Vx 0 है तो यह बस इस तरह रहेगा हम देखते है कि यह सभी करंट बस इस लूप में प्रवाहित होंगे क्योंकि उसमे कुछ भी नहीं जा सकता है तो यह Vy I1×500Ω है और यह वोल्टेज 5×Vy है जो कि 5×500Ω ×Vy या 25 KΩ ×Vy है और यह V2 इस वोल्टेज ड्रॉप के अलावा और कुछ भी नहीं है जो कि यह वोल्टेज ड्रॉप यह है जो 0उस पर वोल्टेज ड्रॉप है जो 05 KΩ ×I1 है तो V2 यह 25KΩ ×I105 KΩ ×I1 है जो कि 3 KΩ × I1 है तो पोर्ट 2 के ओपन सर्किट के साथ z21 जो कि V2 I1 है 3 KΩ है अब आप z12 की गणना यहां करंट को अप्लाई करके और पोर्ट 1 को ओपन सर्किट करके कर सकते है यदि आप पोर्ट 1 को ओपन सर्किट करते है तो इस ब्रांच में से 0 करंट प्रवाहित होता है यह इन दो समानांतर ब्रांच का संयोजन है जो कि 0 है जो उनमें से निकल रहा है फिर यह I2 इस रेसिस्टर में प्रवाहित होकर आपको 05 KΩ ×I2 देता है और पोलेरिटी के कारण यह Vx मूल रूप से I2×1 KΩ होगा तो यह Gm×Vx Gm x 1 KΩ ×I2 है तो इस दिशा में वोल्टेज ड्रॉप Gm x1KΩ ×I2×500Ω है क्योंकि यह करंट बस उसी से प्रवाहित हो रहा है अब यह V1 इस वोल्टेज ड्रॉप और उस वोल्टेज ड्रॉप का योग है तो याद रखें V1 यहाँ से वहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप है और इसका नेगेटिव मूल्य है तो यह z12 है और इसे z21 के बराबर होना चाहिए जो कि 3KΩ है तो Gm 3 15 है जो 25KΩ 05KΩ ×1KΩ है जो आपको 5 मिलीसीमेंस देता है तो इस नेटवर्क को रेसिप्रोकल होने के लिए Gm को 5 मिलीसीमेंस होना चाहिए अगला प्रश्न इस नेटवर्क के G पैरामीटर से संबंधित है हम y11 और y22 के मूल्यांकन को समाप्त करने के बाद या तो y पैरामीटर्स का उपयोग कर सकते है या स्क्रैच से G पैरामीटर्स का मूल्यांकन कर सकते है हम इसे बाद में करेंगे तो पहले हम V1 अप्लाई करते है और पोर्ट 2 को ओपन सर्किट करते है यह हमें g11 और g21 देता है इसलिए यदि आप V1 को इस तरह अप्लाई करते है तो सबसे पहले हम जानते है कि ओपन सर्किट के कारण यह करंट 0 होना चाहिए तो Vx 0 है इसलिए यह करंट सोर्स चला जाता है और यह V1 केवल इस 500Ω और उस 500Ω के सीरीज संयोजन में दिखाई देता है क्योंकि वहां से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है तो करंट V1 1KΩ जो इन दोनों का एक सीरीज संयोजन है इस तरह से प्रवाहित होता है और Vy V1 का आधा होगा और यहां यह वोल्टेज 5×Vy है तो यह V1 का 5×आधा या 25×V1 है तो सबसे पहले यहाँ I1 करंट V1 1KΩ है इसलिए g11 जो I1 V1 है जिसमें पोर्ट 2 ओपन सर्किट है 1 मिलीसीमेंस है और g21 जो कि V2 V1 है जिसमें पोर्ट 2 ओपन सर्किट है यह इस वोल्टेज के बराबर है जो कि 25V1 वह वोल्टेज है जो 0 वह वोल्टेज है जो V1 का आधा है तो यह पूरी चीज 3 का 3×V1 V1 है तो g11 1 मिलीसीमेंस है और g21 3 है अब आप करंट सोर्स I2 को जोड़कर पहले पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करके और V2 और I1 ढूंढकर अन्य दो पैरामीटर्स का मूल्यांकन कर सकते है तो अब हम जानते है कि यह Vx I2×1KΩ के बराबर है क्योंकि I2 बस इसमें से प्रवाहित हो रहा है और यह Gm Vx इस दिशा में होगा Gm×1 KΩ ×I2 तो यहाँ करंट निश्चित रूप से I2 है अब मैं यहाँ वोल्टेज को Vy के रूप में निरूपित करती हूँ हमारे पास कई संबंध है यहाँ यह करंट Vy 500Ω है इसी तरह पहले पोर्ट पर शॉर्ट सर्किट के कारण यहां भी वोल्टेज Vy है तो यहाँ करंट Vy 500Ω है इसलिए KCL को यहां अप्लाई करने पर हम I2 को प्राप्त करेंगे जो Vy 500Ω Vy 500Ω इस Gm के माध्यम से करंट जो कि Gm×1KΩ ×I2 है तो यह पूरी चीज़ आपको 4 मिलीसीमेंसGm×1KΩ देता है और हम जानते है कि Gm 5 मिलीसीमेंस 5 मिलीसीमेंस×1 KΩ ×I2 है तो अब हम इसे दूसरी तरफ ले जाते है और हम पाएंगे कि Vy I2×1 54 Millisiemens या 1 KΩ ×I2 है तो अब हम देखेंगे कि I1 क्या है आप देख सकते है कि I1 कुछ भी नहीं लेकिन उसके नेगेटिव पर यहां जो भी करंट प्रवाहित हो रहा है वह है और वह करंट I2 Vy 500Ω है तो I1 यह Vy 500Ω I2 या 1 KΩ ×I2 500Ω I2 या 3 × I2 है तो g12 जो कि I1I2 है जिसमें पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट है 3 है अब पहले हमने g21 को 3 और g12 को 3 के रूप में निर्धारित किया था हम जानते है कि यह व्युत्क्रम है तो यह स्यानिटी जांच को संतुष्ट करता है यदि आप जानते है कि यह पारस्परिक है तो हमें इसे स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक अभ्यास के रूप में मैंने ऐसा किया है और अब पुष्टि की है कि यह पारस्परिक है अब हमें g22 को निर्धारित करने के लिए V2 को निर्धारित करना होगा इसलिए V2 और कुछ नहीं है उस पार वोल्टेज ड्रॉप उस पर वोल्टेज यह तो V2 5Vy होगा जो कि 5× 1KΩ ×I21KΩ ×I2 है जो कि उसके पार वोल्टेज ड्रॉप Vy है जो कि 1KΩ ×I2 है तो पूरी बात मूल रूप से 5 KΩ 1KΩ 1 KΩ या 5 KΩ ×I2 के रूप में सामने आती है तो g22 V2I2 है जिसमें पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट है जो कि 5KΩ है यह 5 KΩ होगा अगले प्रश्न में आपको आकृति दी गई है और आपको बताया गया है कि N विशुद्ध रूप से एक रेसिस्टिव नेटवर्क है बाहर कुछ रेसिस्टर्स भी हैलेकिन रेसिस्टर्स वाले हिस्से को यदि आप 2 पोर्ट के रूप में प्रस्तुत करते है तो निश्चित रूप से यह पारस्परिक होगा फिर आपको यह पता लगाने के लिए कहा जाता है कि आकृति में क्या होता है अब पहली बात नेटवर्क a और b को पहचानना है जब आप इंडिपेंडेंट सोर्सेस को 0 पर सेट करते है तो यह शॉर्ट सर्किट बन जाता है तो 1 और 1 प्राइम के बीच आपके पास 1KΩ है यहां भी 1 और 1 प्राइम के बीच आपके पास 1KΩ है हालांकि इसे 05 05 के रूप में विभाजित किया गया है आपके पास 1 KΩ है और यदि आप इसे ओपन सर्किट करते है तो दूसरी तरफ भी आपके पास 1 KΩ है तो ऐसा करने के कई कई तरीके है आप इस नेटवर्क N के लिए 2 पोर्ट पैरामीटर लिख सकते है और इसे हल कर सकते है और रेसिस्टिव नेटवर्क की रेसिप्रोसिटी से आपको पता चलता है कि यह N पारस्परिक है लेकिन इसे करने का सबसे आसान तरीका है एक नया 2 पोर्ट परिभाषित करें जहां इस रेसिप्रोसिटी को लागू किया जा सकता है तो हम जानते है कि यहां यह वोल्टेज 2 वोल्ट है यह 2mA×1 KΩ है तो अब अगर मैं इसे अपने 2 पोर्ट के रूप में सोचती हूं तो मान लें कि यह मेरा 1 1 प्राइम और 2 2 प्राइम है इस वोल्टेज का अनुपात उस वोल्टेज से है जो मूल रूप से g21 है जो कि 2 वोल्ट 10 वोल्ट द्वारा दिया गया है या यह 15 है अब मैंने इसमें जो कुछ भी संलग्न किया है मैंने जो नया 2 पोर्ट परिभाषित किया है वह विशुद्ध रूप से रेसिस्टिव है और इसलिए रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक है तो अब क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं इसे हटा देती हूं मैं इसे शॉर्ट सर्किट में बदल देती हूं और मैं यहां एक करंट सोर्स अप्लाई करती हूं और इसे I2 कहती हूं और इसे I1 कहती हूं तो मेरा g12 नए 2 पोर्ट के पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट के साथ I1I2 होगा और यह g21 या 15 होगा तो अब मेरे पास ठीक यही स्थिति है मेरे पास इस 1 KΩ के पार यह करंट सोर्स है जो 5 mA है मेरा I2 5 mA है और इस पर मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है 1 और 1 प्राइम के पार यह केवल 1 KΩ है तो मेरे पास 1 और 1 प्राइम के पार 1KΩ है तो यह मेरा I1 होगा मैं इस आकृति की मात्राओं का उस आकृति के साथ मिलान कर रही हूं तो मुझे पता है कि इस दिशा में I1 यह g12×I2 है जो कि 15×5 mA या 1mA है तो इसका मतलब है कि मूल रूप से 1mA उस दिशा में बह रहा है तो Vx यहाँ 1 mA × आधा किलो Ω है जो 05 वोल्ट है तो Vx 05 वोल्ट के बराबर होता है यही उत्तर है अब इस मामले में आपको कुछ सोर्सेस और रेसिस्टर्स के साथ 2 पोर्ट का कुछ संयोजन दिया जाता है और आपको 1 और 1 प्राइम के बीच नॉर्टन एक्विवैलेन्ट निर्धारित करने के लिए कहा जाता है अब यह थोड़ा अलग दिख सकता है उसमें आपने सर्किट घटकों के साथ सर्किट के नॉर्टन या थेवेनिन एक्विवैलेन्ट निर्धारित किये थे अब आपके पास 2 पोर्ट है लेकिन परिभाषाएं बिल्कुल समान है तो आप संबंधित टर्मिनलों के बीच शॉर्ट सर्किट करके और करंट का पता लगाकर नॉर्टन करंट निर्धारित कर सकते है इसलिए यदि आप उसे शॉर्ट सर्किट करते है और उस ब्रांच में करंट निर्धारित करते है तो वह आपका नॉर्टन करंट होगा तो अब यह IN जो वहाँ आ रहा है वहाँ से जो कुछ भी आ रहा है होगा और हम दोनों को अलग अलग मान सकते है क्योंकि हमारे पास इसके माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया गया इसका पोर्ट 2 है या इसमें से कुछ करंट आएगा और इसे यहां से शॉर्ट सर्किट किया जाता है तो इसमें करंट 14 वोल्ट 10 KΩ होगा जो कि 14 mA के बराबर है तो मुझे बस इतना करना है कि इस पूरी चीज का शॉर्ट सर्किट करंट पता करना है और यह मुश्किल नहीं है इसलिए यदि मैं 2 पोर्ट नोटेशन का उपयोग करती हूं तो मुझे वह करने दें यह V2 है जिसे मैंने 0 के बराबर सेट किया है तो यह I2 है यह V1 है और वह I1 है मुझे केवल समीकरणों को लिखना है और वेरिएबल्स को हटाना है सबसे पहले मेरे पास z पैरामीटर समीकरण है वैसे कभी कभी इस z21 को परिवर्तित करना सुविधाजनक हो सकता है और इसी तरह मैं इसे सीधे तरीके से करूंगी तो हम 2 पोर्ट समीकरण लिखेंगे तो V1 यह 8 KΩ ×I1 1 KΩ ×I2 है और V2 यह 20 KΩ ×I19 KΩ ×I2 है इस शॉर्ट सर्किट के कारण हमारे पास बाहरी बाधाएं है V2 0 के बराबर है और इस सोर्स के यहां जुड़े होने के कारण I1 आधा मिली एम्प इसके माध्यम से करंट है जो V1 12 KΩ है I1 आधा मिली एम्प V1 12 KΩ है V2 0 होने के कारण हमें I1 920×I2 के बराबर मिलता है और इसे पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करते हुए V1 को 8KΩ ×9 20×I2 1KΩ ×I2 होना चाहिए जो मूल रूप से 92 KΩ 20×I2 हो जाता है और मैंने इसे इसमें डाल दिया है तो I1 920×I2 है जो आधा मिली एम्प V1 के बराबर है और V1 9220 है तो 92 KΩ 20×12 KΩ ×I2 और अगर मैं इसे उस तरफ ले जाती हूं मुझे 9 20 92 20×12 आधा मिली एम्प के बराबर मिलेगा अगर मैं इसे 12 से गुणा करती हूं तो मुझे वहां पर 108 मिलेगा बाएं हाथ की ओर 200 240× I2 आधा मिली एम्प के बराबर होगा इसलिए I2 06 मिली एम्पीयर होगा तो इस तरफ से प्रवाहित होने वाला करंट 06 मिली एम्पीयर है इसलिए यहां प्रवाहित होने वाला कुल करंट 1406 है जो 2 मिली एम्पीयर है तो नॉर्टन करंट 2 मिली एम्पीयर है और नॉर्टन रेसिस्टेन्सइंडिपेंडेंट सोर्सेस को निष्क्रिय करके प्राप्त किया जाता है तो हमारे पास यह करंट सोर्स ओपन सर्किट है वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट है और हम यहां रेसिस्टेन्स प्राप्त कर सकते है जो भी रेसिस्टेन्स हम प्राप्त करते है वह 10 KΩ के समानांतर है क्योंकि 10 KΩ सीधे 115 के पार दिखाई देता हैजो कि नेट नॉर्टन रेसिस्टेन्स है और एक बार फिर से हम 2 पोर्ट समीकरण लिखते है तो मान लीजिए कि यह I2 है और यह V2 है तो वहां दिखने वाला रेसिस्टेन्स V2I2 होगा और मान लें कि यह V1 है और वह I2 है तो वहां दिखने वाला रेसिस्टेन्स V2 I2 होगा और मान लें कि यह V1 है और वह I1 है तो फिर से हमारे पास 2 पोर्ट संबंध है V1 8 KΩ ×I1 1 KΩ ×I2 है और V2 20 KΩ ×I19 KΩ ×I2 है हमारे पास यह बाधाएं भी है कि V1 I1×12 KΩ है क्योंकि केवल 12 KΩ रेसिस्टेन्स पोर्ट 1 से जुड़ा है और कुछ भी नहीं तो अब अगर मैं इसे यहाँ पर स्थानापन्न करती हूँ तो मुझे I1×12 KΩ 8 KΩ ×I1 1 KΩ ×I2 के बराबर मिल जाएगा अगर मैं इसे इस तरफ और उसे उस तरफ ले जाऊं तो I2 20×I1 होगा और मैं इसे यहां स्थानापन्न करती हूं तो मुझे V2 20 KΩ ×I1 के बराबर मिलेगा जो कि 20 KΩ ×I2 209 KΩ ×I2 है जो कि केवल 10 KΩ ×I2 हो जाता है तो यहाँ इस तरफ दिखने वाला रेसिस्टेन्स V2 I2 है जो कि 10 KΩ ×I2 I2 या 10 KΩ ही है तो नेट रेसिस्टेन्स सर्किट के इस हिस्से द्वारा पेश किया गया 10 KΩ है जो इस 10 KΩ के समानांतर है जो हमें 5 KΩ देता है तो नॉर्टन रेसिस्टेन्स 5 KΩ है अंत में यह प्रश्न यहां है यह किसी तरह से जुड़े 2 पोर्ट नेटवर्क को दिखाता है और आप आसानी से देख सकते है कि वे समानांतर में जुड़े हुए है और h पैरामीटर एक के लिए दिए गए है और G पैरामीटर दूसरे के लिए दिए गए है और संयुक्त नेटवर्क के y पैरामीटर को निर्धारित करना है अब अगर मैं इसे I1 A और I1 B कहती हूं और इसे V1 और I1 कहती हूंपहले टू पोर्ट के पोर्ट 1 पर V1 वोल्टेज अप्लाई किया गया है और दूसरे दो पोर्ट पर भी V1 वोल्टेज अप्लाई किया गया है इसी तरह पहले टू पोर्ट के पोर्ट 2 पर अप्लाइड वोल्टेज V2 है अगर यह V2 है और यह वोल्टेज भी V2 है एक ही वोल्टेज 2 2 पोर्ट पर अप्लाई होता है और करंट I1 I1 AI1 B होगा इसी तरह यदि यह I2 है तो यह I2 A है यह I2 B हैतो I2 यह I2 AI2 B होगा तो हम समान वोल्टेज और करंट जोड़ रहे है 2 पोर्ट समानांतर में है और आप देख सकते है कि यदि आप दोनों को y पैरामीटर प्रारूप में दिखाते है मैं इसे नहीं दिखाऊंगी लेकिन आप इसे आसानी से लिख सकते है और देख सकते है कि कुल y पैरामीटर देने के लिए दोनों नेटवर्क के y पैरामीटर जोड़ दिए जाते है तो सबसे आसान तरीका यह है कि इस h पैरामीटर को y पैरामीटर में परिवर्तित करें इस g पैरामीटर को y पैरामीटर में परिवर्तित करें और आगे बढ़ें एक पैरामीटर सेट से दूसरे में कनवर्ट करने का तरीका है सबसे पहले मान लें कि मैं h पैरामीटर उदाहरण लेती हूं हमारे पास V1 यह 1KΩ×I108×V2 और I2 यह 05×I144 Millisiemens × V2 होना चाहिए तो आपको इन समीकरणों को इस तरह पुनर्व्यवस्थित करना होगा कि हमारे पास बाईं ओर I1 और I2 होगा और अब दाईं ओर हमारे पास केवल V1 कुछ × V1 कुछ और गुना V2 है इसी तरह दोनों समीकरणों के लिए इसलिए मैं ऐसा करने के इन स्टेप्स को नहीं दिखाऊंगी मैं सीधे आगे की गणना करूंगी आप आगे बढ़ सकते है और ऐसा कर सकते है मैं आपको सिर्फ जवाब दिखाऊंगी तो पहले नेटवर्क के y पैरामीटर यह होंगे दूसरे के y पैरामीटर वह होंगे और हमें समग्र नेटवर्क के y पैरामीटर प्राप्त करने के लिए दोनों को जोड़ना होगा तो हमें 1215 मिलता है जो 315 मिलीसीमेंस 08025 है जो कि 055 मिलीसीमेंस है 05 03 जो 02 मिलीसीमेंस है और 405 जो 45 मिलीसीमेंस है तो यह इस प्रश्न का समाधान है